इस मॉड्यूल में मैं आपको जलवायु वर्गीकरण के बारे में सिखाऊंगा प्रमुख विषय सूची हैं जलवायु चर क्या हैं हम गणना कैसे करते हैं और जलवायु को कैसे वर्गीकृत किया जाता हैवास्तुशिल्प परियोजना के लिए जलवायु विश्लेषण कैसे किया जाता है और फिर ऐसी क्या मूल डिजाइन रणनीतियां है जिनका हमजलवायु वर्गीकरण के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं तो मुख्य रूप सेहम कौन से जलवायु चरो के बारे में बात करने जा रहे हैं ड्राई बल्ब टेंपरेचर यह सबसे बुनियादी पर्यावरणीय चर है इसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता दोनों ही स्टीवेंसन स्क्रीन नामक एक उपकरण का उपयोग करके मापे जाते है जिसके बारे में हम बहुत जानते हैं एक नीचे किया हुआ डब्बा होता है जिसके अंदर तापमान और आर्द्रता नापने के लिए सेंसर रखे जाते हैं फिर आते हैं सौर विकिरण हवा की आवाजाही वर्षा मेघ आवरण और एक विशिष्ट स्थान पर धूप की अवधि ये प्रमुख तत्व हैं जिनके आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया जाता है जैसे कि तापमान संबंधित यह 3 मापदंड महत्वपूर्ण हैं पहला है मासिक दैनिक अधिकतम का मासिक औसत यदि आज 42 डिग्री अधिकतम तापमान है तो आप इसे अगले 30 31 दिनों के लिए गिनते रहते हैं फिर है मासिक औसत अधिकतम और फिर दैनिक न्यूनतम का मासिक औसत इसी तरह है मानक विचलन मानक विचलन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है उदाहरण के लिए तापमान मैं कुछ अनियमितताएँ होती हैं उदाहरण के लिए 2 या 3 दिन तापमान में तीव्रता या गिरावट विशेष रूप से बारिश या कुछ अन्य गड़बड़ी के कारण मासिक औसत अधिकतम थोड़ा बदल जाता है इसलिए इन चीजों को ठीक करने के लिए हम उनके वितरण के मानक विचलन को भी देखेंगे फिर हैं आर्द्रता हम इसे दिन में दो बार नापते हैं जो महत्वपूर्ण है दो मुख्य समय स्थिति महत्वपूर्ण हैं एक सुबह जल्दी नापते है जो आमतौर पर ज्यादा आती है फिर शुरुआती दोपहर के समय नापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता फिर सौर विकिरण कुल दैनिक मासिक औसत के रूप में फिर हवा की गति और दिशा और वर्षा ये जलवायु सारांश चार्ट हैं जिसका उपयोग जलवायु पैटर्न या किसी स्थान पर जलवायु विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है तो आइए हम 3 अलग अलग स्थानों पर विचार करें जैसलमेर जहां कठोर और शुष्क जलवायु है कोलकाता जहां गर्म और आर्द्र जलवायु है और बेंगलुरु जहां मध्यम जलवायु है आइए हम इस चार्ट को पहले पढ़ें एक्स एक्सिस पर हमारे पास जनवरी से दिसंबर तक महीने हैं और वाई एक्सिस पर इसके दो सिरे हैं अगर हम यहां से शुरुआत करें तो उदाहरण के लिए यह डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान है यह है मासिक औसत अधिकतमता न्यूनतमता और दैनिक औसत का मान यह है रेडियंस और यह है डे लिट अवर्स यहां बाई तरफ सापेक्षिक आद्रता है और दाई तरफ सौर विकिरण है अगर आप इन तीन शहरों की तुलना करते हैं तो आपको किसी दी हुई जगह की जलवायु संबंधी विशेषताओं की तस्वीर मिलती है उदाहरण के लिए यदि आप कोलकाता के साथ जैसलमेर की तुलना करना चाहते हैं तो हम तापमान की अधिकतमता बनाम न्यूनतमता को देख सकते हैं दैनिक घटबढ़ कितना है देख सकते हैं उदाहरण के लिए अगर हम जून का महीना ले तो दैनिक घटबढ़ 45 से 25 डिग्री के बीच होता है तो 20 डिग्री का दैनिक घट बढ़ दिखता है और कोलकाता में वही जून के महीने में अगर हम इसे देखें तो अधिकतम 38 37 डिग्री के पास पहुंच रहा है और न्यूनतम कहीं 24 डिग्री के आसपास है अपेक्षाकृत बेंगलुरु में दैनिक घट बढ़ इससे भी कम होती है इसी तरह से हम रेडियंस सापेक्षिक आद्रता और सौर विकिरण की आपस में तुलना कर सकते हैं दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड है वायु जिसको हम विंडरोज चार्ट से देख सकते हैं फिर भी मैं आपको कुछ और तरीकों का प्रदर्शन करूंगा जो आप आने वाले सत्रों में उपयोग कर सकते हैं लेकिन एक बार देखने के लिए यह विंडरोज चार्ट है इसमें वायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है यहसंकेंद्रित वृत्त आपको वायु के वेग के बारे में बताते हैं इस ग्राफ में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक का वेग दिया हुआ है फिर निश्चित रूप से आपको हवा की दिशा मिलती है और यहां रंग की प्रगाढ़ता घंटों की संख्या को इंगित करती है उदाहरण के लिए इस ग्राफ को देखते हुए तेज गति से चल रही हवा इस दिशा से आ रही है फिर यहां अधिक प्रबल वायु है और यह डेढ़ सौ घंटे के करीब जा रहा है इस विशेष गति पर मिलता है लगभग 20 किलोमीटर इस दिशा में विशिष्ट भवन अनुप्रयोगों के लिए हम इस चार्ट को सरल करते हैं और एक चार्ट का उपयोग करते हैं जिसमें सिर्फ 8 दिशाएं कार्डिनल दिशाएं होती हैं जिसमें वायु की दिशा की पहचान की जाती है फिर इसे भी हम दो बार सुबह और शाम लेते हैं आमतौर पर बयार कैसी होती है उदाहरण के लिए यदि आप एक तटीय क्षेत्र ले रहे हैं तो आपके पास समुद्र की ओर और भूमि की ओर हवा का बहाव होगा जो इन चीजों में स्पष्ट रूप से चित्रित की जाएंगी इससे हमें मदद मिलेगी कमोबेश पूरे साल में जलवायु में बदलाव प्रमुख मापदंडों और उनकी विविधताओं और विशिष्ट हवा के पैटर्न की पहचान कर सकते हैं हम चाहे तो विंडरोज चित्र को विभिन्न महीनों और मौसम के लिए बना सकते हैं यह प्राथमिक डाटा है फिर इसमें से हम डाटा निकालना शुरू कर देते हैं यहां दो मुख्य चीजें हैं जो हमारे आगे सामने आएंगी एक विशिष्ट मौसम विभाग संबंधी साइट आपको डिग्री डेज नामक कुछ देगी इसके दो प्रकार होते हैं हीटिंग डिग्री डेज और कूलिंग डिग्री डेज हीटिंग डिग्री डेज आपको बताता है कि उस विशेष मौसम या वर्ष में कितने दिनों को गर्म करने की आवश्यकता होती है यह सिर्फ आपको दिनों की संख्या बताएगा उसके बाद कूलिंग डिग्री डेज को सेट किया जाता है डिग्री आवर्स को देखा जाए तो यह एक संचयी मूल्य है यह वास्तव में डिग्री आवर्स के संबंध में जुड़ जाता है तो कितने डिग्री पार हो गए हैं और फिर कितने घंटे पार हो गए हैं इसका गुणन आपको कुल परिमाण देगा तो जब डिग्री आवर्स ज्यादा होते हैं हीटिंग डिग्री आवर्स भी ज्यादा हो कूलिंग डिग्री आवर्स भी ज्यादा हो यह बताता है कि कितना गर्म और ठंडा करने की जरूरत है यह कुल सिगमा वैल्यू है जो हमें मिलेगी इसे ध्यान में रखते हुए हम जलवायु वर्गीकरण को देखते हैं सबसे अधिक संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कोपेन गीगर है प्रारंभ में इसमें 25 विभिन्न जलवायु प्रकार थे लेकिन इसके बाद इसे भी बढ़ाया गया था इस कोपेन गीगर वर्गीकरण के कई संस्करण हैं जहां तक भवन अनुप्रयोगों का सवाल है हम आमतौर पर एटकिंसन वर्गीकरण को देखते हैं जिसमें 4 प्रमुख जलवायु प्रकार होते हैं जो ठंड समशीतोष्ण गर्म शुष्क और गर्म आर्द्र हैं इसके अलावा एक और जलवायु का प्रकार जोड़ा जाता है जो एक मिश्रित प्रकार है उदाहरण के लिए कहें जब किसी दिए गए स्थान में एक नियमित जलवायु पैटर्न नहीं होता है या 2 महीने से अधिक के लिए एक तरह का पैटर्न नहीं होता है तो यह सर्दियों में बहुत ठंडा हो सकता है और गर्मियों में बहुत गर्म हो सकता है कभी कभी बहुत वर्षा होती है या गरम आर्द्र जलवायु होती है फिर हम इसे एक मिश्रित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो उस स्थान का जलवायु पैटर्न या जलवायु की विशेषता हर 2 से 3 महीने में बदलते रहते हैं यह चित्र आपको कोप्पेन गीगर प्रणाली के अनुसार विश्व वैश्विक वर्गीकरण बताता है यदि आप इसे देखते हैं तो 5 मुख्य जलवायु प्रकार हैं A भूमध्यरेखीय B शुष्क C है गर्म और समशीतोष्ण D बर्फीला है और E ध्रुवीय है इसके अलावा वर्षा के आधार पर 6 प्रकार हैं रेगिस्तान स्टेपी पूर्ण आर्द्र गर्मियों का सूखा सर्दियों का सूखा और मानसूनी जहां तक तापमान की बात है 8 विभिन्न प्रकार हैं गर्म शुष्क से ध्रुवीय टुंड्रा क्षेत्र तक तो अगर आप भारत के करीब आते हैं यहां कुछ मुख्य जगह हैं जो रंगीन स्केल पर इंगित की गई है उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्र जो A और M से संबोधित किया जाता है A से भूमध्यरेखीय है और M से मानसूनी है तो इस तरह पश्चिमी तट को वर्गीकृत किया हुआ है यह श्रीलंका का हिस्सा लेते हैं इसको भूमध्य रेखीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया है भारत के ज्यादातर हिस्सों को A और W से संबोधित किया हुआ है जहां A से भूमध्यरेखीय और W है सर्दियों का सूखा अब हम भारत के जलवायु वर्गीकरण को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं दिलचस्प बात यह है कि अगर आप 1975 में देखें हमारे पास भारत का यह जलवायु नक्शा था शुरुआत में हमारे पास 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र थे हमारे पास पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय था हमारे पास पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय था फिर हमारे पास प्रायद्वीप मैदान थे और हमारे पास थे भारत के अधिकांश भाग के लिए गंगा के मैदान फिर रेगिस्तान क्षेत्र और फिर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र थे ये जलवायु के प्रकार थे जो 1975 में उपलब्ध थे ये दो चीजेंबताती हैं कि कहां पर आकाशीय बिजली से बचाव की आवश्यकता होती है और उन दिनों में उनके पास कश्मीर के उत्तरी सिरे के लिए अधिक डेटा नहीं था लेकिन बाद में राष्ट्रीय भवन कोड को संशोधित किया गया था तब जलवायु वर्गीकरण को भी संशोधित किया गया था अब हमारे पास आधिकारिक तौर पर 5 जलवायु क्षेत्र हैं हमारे पास शुष्क और गर्म जलवायु क्षेत्र है राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में हमारे पास गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र है पूरे तटीय क्षेत्र में फिर हमारे पास मिश्रित जलवायु क्षेत्र है जो पूरे भारतीय भूभाग का 30 परसेंट है फिर हमारे पास समशीतोष्ण जलवायु या मध्यम जलवायु क्षेत्र है इसके छोटे छोटे भाग हैं फिर हमारे पास कश्मीर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में ठंडी जलवायु है तो अगर जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो हमारे पास पांच मुख्य जलवायु क्षेत्र है जिनके बारे में हमने बात की अगली दिलचस्प बात यह है कि एक ही जलवायु क्षेत्र में हर जगह एक जैसी जलवायु नहीं होती है उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली लखनऊ हैदराबाद और नागपुर मिश्रित जलवायु क्षेत्र में आते हैं लेकिन इन सब जगहों पर एक जैसा जलवायु पैटर्न नहीं है इसलिए हम इसे स्थानीयकृत मैक्रो जलवायु तक सीमित कर सकते हैं यह अभी भी एक मैक्रो जलवायु है यह माइक्रो जलवायु नहीं है और यह मैक्रो जलवायु है लेकिन फिर भी हम इसे स्थानीयकृत मैक्रो क्लाइमेट कह सकते हैं यह चारों ओर के भूगोल का परिणाम है उदाहरण के लिए यदि आसपास पहाड़ी क्षेत्र हैं तो पुन सौर विकिरण हो सकता है लंबी लहर विकिरण की प्रबलता अधिक होगी या यदि यह घाट क्षेत्र पर है तो यहां अधिक अवक्षेपण का प्रभाव हो सकता है इसलिए ऊंचाई अक्षांश देशांतर के आधार पर ये निरंतर बदलते हैं और फिर भारत में उत्तर से दक्षिण तक धूप के घंटे अलग अलग होंगे तीसरा चरण या तीसरा सूक्ष्म स्तर माइक्रो जलवायु है उदाहरण के लिए दिए गए शहर को लें जैसे दिल्ली में जलवायु प्रकार या जलवायु की प्रचंडता उदाहरण के लिए नई दिल्ली के मुख्य भाग में राष्ट्रपति भवन क्षेत्र के आसपास और नोएडा या गुरुग्राम मैं कैसी जलवायु है या किसी भी शहर के लिए उदाहरण के लिए इन्हें माइक्रो जलवायु कहा जाता है यह इससे ज्यादा स्थानीय है और इन्हें हम कहते हैं माइक्रो जलवायु अर्बन हीट आईलैंड्स जैसी घटना किसी जगह की माइक्रो जलवायु से संबंधित है मैंने विशेष रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु के स्थानों का एक सेट लेते हुए एक छोटा जलवायु मूल्यांकन किया मैं सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में अधिक बात नहीं करूंगा एक प्रक्रमण किया गया था जिसे स्टैटिसटिकल क्लाइमेट क्लस्टरिंग कहा जाता है सांख्यिकीय क्लस्टरिंग विश्लेषण जो मूल रूप से किया गया था हमने मौसम तापमान आद्रता विकिरण और वर्षा का इन जगहों के लिए प्रति घंटे डाटा लिया यह भुवनेश्वर है चेन्नई गुवाहाटी यह एक श्रंखला की तरह है जो पश्चिमी तट शुरू होती है जामनगर से शुरू होती है और पूरे पश्चिमी तट से होते हुए पूर्वी तट पर मैंगलोर फिर विजाग त्रिवेंद्रम और कोलकाता होते हुए गुवाहाटी और उत्तर पूर्वी छोर तक जाती है इन सभी स्थानों को राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है हमने क्या किया था की हमने एक दूसरे से मिलते जुलते डेटा का निर्माण किया उदाहरण के लिए आप कुछ विशेष दिनों को गर्मियों के दिन कैसे बोलते हैं या कुछ विशेष दिनों को सर्दियों के दिन कैसे बोलते हैं या मॉनसून कैसे बोलते हैं आदि तो मैंने इसको साल के 4 मुख्य मौसमों में बांट दिया जिनके आधार पर यह बुलबुले दिखाए गए हैं आप इसमें क्या देखते हैं बुलबुले का नाप दिनों की संख्या को संबोधित करता है एक्स एक्सिस पर टी आउट मैक्सिमम एक विशिष्ट दैनिक टी आउट मैक्सिमम और यहां पर है किसी एक दिन पर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन मैक्सिमम यहां पर 95 परसेंट विश्वास अंतराल है ताकि एक्सट्रीमिटी से बचा जा सके हमें क्या मिलता है कि यह जामनगर है जहां पर अधिकतम जैसा मैंने कहा था यह 95 है तो आपको एक्सट्रीमिटी नहीं दिखाई देगी फिर भी गर्मी के दिन ज्यादा होंगे क्योंकि इस बुलबुले का चक्र बड़ा है आपके पास ज्यादा दिनों की संख्या है जिनका औसतन अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पास है और सौर विकिरण भी काफी ज्यादा है अगर आप इसकी जामनगर की गर्मियों को गुवाहाटी की गर्मियों से तुलना करना चाहते हैं गुवाहाटी हरे रंग का है और गुवाहाटी की गर्मी कहीं यहां पर दिखाई देगी सौर विकिरण ज्यादा है लेकिन तापमान कम ही है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लोकलाइज्ड माइक्रो जलवायु मे क्या अंतर है मैं फिर से बता दूं कि यह माइक्रो जलवायु नहीं है यह है जामनगर की गर्मी यह है गुवाहाटी की गर्मी जामनगर की सर्दी यहां है और गुवाहाटी की सर्दी यहां है अगर आप लोग सभी शहरों व उनके जलवायु डाटा को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जलवायु की प्रचंडता क्या है कुछ जगहों के लिए अगर आप यह नीली जगह लेते हैं यह भुवनेश्वर है भुवनेश्वर में सर्दियां बहुत कम दिनों के लिए होती है सौर विकिरण और तापमान भी कम होंगे इस तरह आप एक विस्तृत विवरण ले सकते हैं और इन शहरों की एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं यह समान जलवायु क्लस्टरिंग है जो मिश्रित जलवायु क्षेत्र के लिए की जाती है हमने जो पिछली स्लाइड देखी गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए थी यह मिश्रित जलवायु के लिए है एक्स एक्सिस वही रहती है यह तापमान है दैनिक अधिकतम का औसत यह फिर से सौर विकिरण है लेकिन यहां पर सिर्फ दो मौसमों का डाटा दर्शाया गया है यह ग्रीष्म ऋतु और यह सर्द ऋतु के लिए है और यहां शहरों की संख्या ज्यादा है यहां लगभग 20 शहर है इलाहाबाद से लेकर सहारनपुर यह सभी शहर मिश्रित जलवायु क्षेत्र के हैं मैं आपको इसे गौर से देखने की सलाह दूंगा इसी तरह बुलबुले का आकार बनाम तापमान और आर्द्रता सौर विकिरण एक्सट्रीमिटी और इन स्थानों में गर्मी की प्रचंडता कैसी होगी अब हम इस डेटा का उपयोग कैसे करें डाटा तो मिल गया लेकिन उस को डिजाइन में कैसे उपयोग करें यह वह जगह है जहां वास्तुकार या डिजाइनर की भूमिका अधिक दिलचस्प हो जाती है पहले हमें डाटा को उस रास्ते में लाना होगा जिसमें इमारतों को डिज़ाइन किया जा सकता है यहां मैं आपको दिखा रहा हूं साइक्रोमेट्रिक चार्ट जिसके ऊपर जलवायु वर्गीकरण का ओवरले भी है आप लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट को अच्छे से जानते हैं मैं आशा करता हूं कि आप इसे पढ़ना जानते हैं यहां तापमान ड्राई बल्ब तापमान नीचे वाली एक्सिस पर है यहां आपके पास पूर्ण आर्द्रता या नमी है और ये रेखाएं सापेक्षिक आर्द्रता को संबोधित करती हैं जलवायु क्षेत्र जहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं यहां है ठंडी जलवायु यहां समशीतोष्ण जलवायु या मध्यम जलवायु यहां हल्का गर्म शुष्क गर्म शुष्क हल्का गर्म आद्र और गर्म आद्र है तो अगर आपको किसी शहर को गर्म शुष्क जलवायु क्षेत्र में शामिल करना है तो अधिकांश डाटा इस क्षेत्र के आसपास स्थित होना चाहिए मेरा मतलब है कि पूरे वर्ष का डेटा साइक्रोमेट्रिक चार्ट में अच्छी तरह से फैला हुआ हो सकता है आपके पास प्राकृतिक रूप से मानसून होगा आपके पास वर्ष में एक आर्द्र जलवायु की अवधि होगी और आपके पास एक ठंड का मौसम होगा तो आपके पास अभी भी कुछ दिन होंगे जो कि ठंड की तरफ होंगे लेकिन फिर भी अधिकांश उदाहरण के लिए चरम स्थिति की तरह गर्मियों में यह इस में होना चाहिए और फिर हम इसे गर्म शुष्क जलवायु क्षेत्र में रख सकते हैं उसी तरह से हल्का गर्म आद्र या गर्म आद्र के लिए कर सकते हैं अब हम भारत के कुछ विशेष स्थानों को देखेंगे और वहां किस तरह जलवायु विश्लेषण किया जा सकता है तो यह एक परियोजना के डिजाइन के लिए हो सकता है जिस पर आप काम कर रहे हैं या यह एक अकादमिक अभ्यास के लिए हो सकता है हम एक एक करके देखते हैं किस तरह जलवायु विश्लेषण किया जाता है और उसे मूल रूप से समझते हैं इमारतों के संदर्भ में हमारे विचार क्या हैं हमारा पहला प्रमुख विचार प्लैन फॉर्म है संख्याओं के लिहाज से आप इसे परिधि क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में ले सकते हैं आप एक वर्गाकार बनाम एच आकार की इमारत की कल्पना कर सकते हैं उसी क्षेत्रफल को कम परिधि के साथ समायोजित किया जा सकता है एच आकार की तुलना में वर्ग में जो एक ही क्षेत्रफल एक बड़ी परिधि में समायोजित हो जाता है तो प्लैन फॉर्म परिधि क्षेत्रफल अनुपात के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है इसके बाद आता है प्लैन एलिमेंट उदाहरण के लिए यह डीप शेडिंग डिवाइसेज की उपस्थिति या अनुपस्थिति हो सकती है छत का रूप या पर्गोलास या बालकनियों की उपस्थिति कुछ भी ऐसा हो अगला हमारे पास निश्चित रूप से है सौर विकिरण विश्लेषण के संदर्भ में भवन निर्माण उन्मुखीकरणजो हमने देखा था एक अन्य मॉड्यूल में मैं प्रदर्शित कर रहा था कि सौर विकिरण के संबंध में एक इमारत कैसे उन्मुख हो सकती है अगला महत्वपूर्ण मापदंड आयतन से संबंधित है यह तल क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात के बारे में है फर्श का कितना क्षेत्रफल एक दिए हुए आयतन में समायोजित किया जा सकता है यह आपको बताता है कि दिए हुए तल क्षेत्रफल में कितना आयतन समायोजित किया जा सकता है मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक वर्ग या आयत की एक गोलार्धीय संरचना से तुलना करें गोलार्धीय संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है इग्लू उनके पास एक गुंबद के अकार का भवन होता है जिसमें वे निवास करते हैं तल क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात कम होता है तो बहुत कम तल क्षेत्रफल में ज्यादा आयतन का समायोजन हो सकता है अगर आप एक आयत लेते हैं तो तल क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात बदल जाता है रूफ फॉर्म और मटीरियल्स फ़ेनेस्ट्रेशन पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन फिर फ़ेनेस्ट्रेशन का ओरिएंटेशन किस तरफ खिड़कियां लगानी है और किस तरफ नहीं लगानी है फिर अपारदर्शी दीवार के लिए सामान और सतह उपचार इसका एक हिस्सा हम इस मॉड्यूल में देखेंगे हम इस फ़ेनेस्ट्रेशन पैटर्न अपारदर्शी दीवार के लिए सामग्री और सतह उपचार के बारे में अधिक जानकारी निम्न मॉड्यूल में बात करेंगे हम हर एक जलवायु को एक एक करके देखते हैं हम एक शहर के उदाहरण को देखेंगे और देखेंगे उस में जलवायु विश्लेषण कैसे करते हैं पहले गर्म और आद्र जलवायु को देखते हैं हमारे पास इस क्षेत्र से शुरुआत करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक का साइक्रोमेट्रिक चार्ट है जो मैंने पहले दिखाया था हमारे पास जलवायु क्षेत्रों का ओवरले है यह विशेष सीमा प्रत्येक महीने के मासिक औसतन तापमान को संबोधित कर रही है यहां 12 बिंदु है जो आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए आपको एक विकृत आकार मिल रहा है हम इनमें से कुछ महीनों को पढ़ सकते हैं यहां है मई यहां है दिसंबर यहां अक्टूबर यहां मार्च यहां कहीं अप्रैल है और अगस्त यहां है तो अगर आप इनको मिला दे यह मासिक औसतन तापमान है माई का मासिक औसत लगभग 37 डिग्री तक चला जाता है यहां पर कहीं और दिसंबर का मासिक औसत 275 या 28 डिग्री तक चला जाता है यह क्षेत्र यह चेन्नई शहर के लिए है यहां पर मासिक डाटा जुड़ता है लेकिन अगर इसे गौर से देखें तो यह वही डाटा है बस मासिक औसत के बदले हर घंटे के डाटा बिंदु को प्लॉट किया है 8760 घंटे मतलब 365 गुना 24 घंटे तापमान और आर्द्रता का हर घंटे का डाटा प्लॉट किया गया है यह रंग महीनों को संबोधित कर रहे हैं इस क्षेत्र में गुलाबी रंग ज्यादा है यह जनवरी है और यहां हरा रंग ज्यादा है जो मई का महीना है जो गर्म और आद्र है यह कंफर्ट जोन है कंफर्ट जोन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे यह डेटा का फैलाव है जैसा कि हमने देखा पिछली बार यह एक स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ क्षेत्र था जो गर्म और आद्र जलवायु में कहीं न कहीं स्थित था लेकिन आप पूरे डेटा को देखें यह अधिक उमस भरा है और यहां यह अधिक गर्म भी हो रहा है और फैलाव इस पैटर्न में है दूसरे शहर कोलकाता का उदाहरण लेते हैं यह वैसा ही है जैसा चेन्नई के लिए था यह डाटा का फैलाव है यह मासिक औसत है और अगर सबको मिलाएं तो यह लगभग हल्का गर्म आद्र क्षेत्र में है और यह कुछ महीनों के लिए गर्म शुष्क और मध्यम जलवायु में फैलता है उदाहरण के लिए जुलाई के महीने में यह नीचे चला जाता है दो छोर हैं जिनके भीतर डेटा फैला हुआ है कोलकाता के लिए प्रति घंटा डेटा बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं अधिक डाटा बिंदु है और यह पीली सीमा कंफर्ट जोन को दर्शाती है जैसा मैंने कहा था कंफर्ट जोन के बारे में हम अगले अधिवेशन में बात करेंगे अभी के लिए यह कंफर्ट जोन है इस सीमा के भीतर चेन्नई के मुकाबले ज्यादा डाटा बिंदु है तो आप क्या करते हैं जहां तक डिजाइन का संबंध है हमें मूल रूप से वायु संचालन के प्रावधानों को बढ़ाना होगा जो पहली मुख्य चीज है जो परंपरागत रूप से किसी भी वर्नाक्यूलर इमारत में किया जाता है या जो बिल्डिंग फॉर्म आप लेते हैं सबसे पहली चीज जो लोगों ने इस जलवायु क्षेत्र के लिए की वह था वायु संचालन के प्रावधानों को बढ़ाना जैसे ज्यादा खिड़कियां दूसरी चीज जिसके बारे में हमने बात की थी परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात अगर यह अनुपात ज्यादा होगा उतना ही क्षेत्रफल एक बड़ी परिधि के अंतर्गत आ जाएगा उदाहरण के लिए एच आकार की इमारतों में सुगठित वर्ग या आयताकार इमारतों के मुकाबले आप अधिक फैली हुई प्लानिंग के लिए जा सकते हैं फिर ढलान वाली छत क्योंकि तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से वर्षा अधिक होती है नम क्षेत्र गर्म और आर्द्र क्षेत्र में आमतौर पर आपके पास अधिक वर्षा होती है तो ढलान वाली छतो को प्राथमिकता दी जाती है फिर हैं सफेद और परावर्तक दीवार की सतह पहले के ग्राफ़स के लिए आपने सौर विकिरण को भी देखा गर्मी के दौरान प्रचंडता काफी अधिक होती है तो आप एक सफेद और परावर्तक दीवार सतहों के लिए जाते हैं भारतीय उदाहरणों को देखें लगभग सभी वर्नाक्यूलर इमारतों में लूवर्स अच्छी तरह से छायांकित छज्जे बेहतर वायु संचार प्रणाली सफेद परावर्तक सतह सुंदर आंगन फैले हुए प्लान होते हैं यह सुगठित प्लान नहीं है परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात मैं आपको उनकी तुलना करने की सलाह दूंगा और देखें यह सारे प्लान फैले हुए हैं यह गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए और उदाहरण है और कैसे डिजाइन को दर्शाया गया था कुछ अंतरराष्ट्रीय उदाहरण कमोबेश छत के रूप प्लानिंग लगभग सब एक जैसे हैं यह दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ उदाहरण है आगे आप और उदाहरण ढूंढ सकते हैं कुछ और चित्र मैंने यहां डाले हैं रूफ फॉर्म के अलावा वायु संचालन को भी प्राथमिक महत्व दिया जाता है हम गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र में चलते हैं मैंने जैसलमेर को एक उदाहरण के रूप में लिया है यह जलवायु का फैलाव है जैसा कि आप देख रहे हैं काफी दूर तक फैला हुआ है इसमें कुछ आर्द्र और गर्म महीने हैं इसमें कुछ गर्म और शुष्क महीने हैं इसमें हल्के गर्म और शुष्क महीने होते हैं और लगभग दो महीने जनवरी और फरवरी में आंशिक रूप से मध्यम जलवायु होती है आंशिक रूप इसके पास थोड़ी मध्यम जलवायु है यह फैलाव है यदि आप तुलना करते हैं तो हमारे पास आर्द्र जलवायु की तुलना में कंफर्ट जोन के भीतर अधिक संख्या में डेटा बिंदु हैं जबकि आपके पास अधिक चरम सीमाएं भी हैं तापमान सीमाएं 46 डिग्री से लेकर सर्दियों में 3 4 डिग्री होती है और कुछ आद्र महीने भी होते हैं डाटा बिंदुओं का फैलाव बहुत चौड़ा है तो डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं भवन को सौर विकिरण से बचाना मुख्य काम है यह हल्का गर्म और आद्र जलवायु क्षेत्र के लोग जो करते थे उसके विपरीत है पी और ए का अनुपात जो कि परिधि से क्षेत्रफल का अनुपात है इसे कम रखा जाना चाहिए यह अधिकांश वर्नाक्यूलर इमारतों में बहुत कम रखा जा रहा था मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगा इसका आमतौर पर मतलब है बिल्डिंग प्लान फॉर्म अधिक कॉम्पैक्ट है धूल और कठोर हवाओं से सुरक्षा एक और जरूरी बात है और निश्चित रूप से सफेद परावर्तक छत की सतहों को वरीयता दी जाती है जैसलमेर की हवेलियां इसका उत्कृष्ट उदाहरण है जो प्लान में ज्यादा कंपैक्ट है और वायु संचालन प्रणाली की दक्षता के लिए उनके पास आंगन भी है वे ज्यादा कंपैक्ट और छायांकित है पतली गलियां कंपैक्ट प्लान फॉर्म आपको बिल्कुल भी खुला खुला प्लान फॉर्म नहीं मिलेगा सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी जहां गर्म और शुष्क जलवायु होती है वहां पर प्लान फॉर्म सघन होते हैं और दीवारें भारी होती हैं हम बिल्डिंग एनवेलप के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम थर्मल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे और बिल्डिंग एनवेलप के उन प्रकारों की बात करेंगे जिनका अभी उपयोग किया जाता है अभी के लिए यह भारी भरकम दीवारें हैं जिनकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है या तकनीकी भाषा में बोले तो डैमपिंग यह कुछ भवनों के चित्र है सबकी मासिंग विशिष्ट गर्म क्षेत्र के जैसी है इसके बाद सर्द जलवायु क्षेत्र है मैंने श्रीनगर का उदाहरण लिया है मैं लेह के लिए जलवायु डेटा प्राप्त नहीं कर सका जो आप जानते हैं वह इसके बाईं ओर अधिक होगा यह श्रीनगर के लिए है यह एक चरम सीमा से शुरुआत करता है फिर किसी एक महीने में हल्का गरम और आद्र जलवायु क्षेत्र में आ जाता है यहां पर यह लगभग मध्यम या ठंडी जलवायु क्षेत्र में होता है और उसके बाद अत्यधिक ठंड के मौसम तक जाता है यह है डाटा का फैलाव वर्ष के कुछ हिस्से में यह जीरो डिग्री के नीचे आ जाता है दिसंबर जनवरी और नवंबर के कुछ हिस्से में आपको जीरो डिग्री के नीचे का डाटा मिलेगा डाटा का मुख्य हिस्सा ठंड में है कुछ डाटा बिंदु मध्यम और हल्के गरम और आद्र जलवायु के भी मिलेंगे लगभग 4 से 5 महीने तक कंफर्ट जोन रहेगा या कहें साल का गरम समय रहेगा तो यहां हम क्या करेंगे पहला है सौर विकिरण का फायदा लेनाऔर दूसरा इस विशेष जलवायु ठंडी जलवायु और गर्म शुष्क जलवायु के बीच एक समानता है पी और ए के अनुपात के संदर्भ में जो है परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात दोनों ही चीजों में परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात कम होगा या हम वास्तुशिल्प की भाषा में कहें तो प्लान फॉर्म सघन होगा हमें ठंडी हवा के झोंकों से भी बचाव चाहिए जैसा गर्म हवाओं के झोंकों के लिए भी किया था हमें ढलान वाली छत चाहिए क्योंकि वहां बर्फबारी होती है यह लेह के सघन प्लान फॉर्म्स के उदाहरण हैं बस यह इमारत ठंडे जलवायु क्षेत्र में है इन दोनों चरम जलवायु क्षेत्रों में प्लान फॉर्म एक जैसे हैं हमने तल क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात के बारे में बात की थी इग्लू का उदाहरण लेते हुए जो एक गोलार्द्ध के आकार का ढांचा है और उसमें न्यूनतम तल क्षेत्रफल में अधिकतम आयतन आ जाता है अब मिश्रित जलवायु क्षेत्र को देखते हैं जिसका दिल्ली एक उत्कृष्ट उदाहरण है इसमें जलवायु डाटा कम से कम 4 से 5 अलग अलग जलवायु क्षेत्र में फैला हुआ है यह मानसूनी मौसम में गर्म और आर्द्र है और ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क है फिर यह हल्का गर्म और आद्र में जाता है फिर हल्का गर्म और शुष्क और फिर साल के कुछ हिस्सों में मध्यम मौसम तो इस तरह से जलवायु बटी हुई है यह जलवायु की घटनाओं या मौसम की घटनाओं के संदर्भ में थोड़ा जटिल है यह गर्म और शुष्क से दूर तक फैलता है और गर्म और आर्द्र तक जाता है और ठंडी जलवायु क्षेत्र तक भी जाता है तो यहां कोई प्रमुख जलवायु प्रकार नहीं है जो 3 महीनों से ज्यादा तक रहती है यह एक मिश्रित जलवायु क्षेत्र है दूसरा उदाहरण है हैदराबाद जिसमें भी 5 अलग अलग जलवायु क्षेत्र होते है जो एक तरफ मध्यम जलवायु से शुरु होता है और गर्म आद्र हल्का गर्म आद्र हल्का गर्म शुष्क और गर्म शुष्क तक जाता है डाटा बिंदुओं का फैलाव कुछ इस तरह है अगर आप ध्यान से देखें तो यह दिल्ली जितनी चरम सीमा पर नहीं जाता है तापमान के बिंदु उतने दूर नहीं जा रहे हैं जितने दिल्ली में चले गए थे लेकिन फिर भी वितरण काफी फैला हुआ है इस प्रकार की जगहों में हम क्या करते हैं इस विशेष जलवायु क्षेत्र में इमारतों को डिजाइन करना अधिक चुनौतीपूर्ण है लोग क्या करते थे कि उनके पास मौसम के हिसाब से बदलने वाली रणनीतियां थी आसान उदाहरण के लिए मुगलों के गर्मियों और सर्दियों के महल है वे अपनी रहने की जगह मौसम के हिसाब से बदल देते थे जलवायु के हिसाब से रहन सहन का तरीका बदल लेते थे उन्होंने गर्मियों के महलों सर्दियों के महलों को अपनाया उनके पास कुछ विशिष्ट मौसमों के लिए हवा महल थे और वह इन इमारतों में रहते थे कुछ प्रकार के समायोजन वे स्वयं के भीतर करने में सक्षम थे आम बात जो लोग करते हैं वह है गर्मियों के दौरान सौर विकिरण से बचाव और सर्दियों के दौरान इसका उपयोग करना कुछ मौसम सुहाने होते हैं फिर भी प्लान फॉर्म कंपैक्ट है दो चरम सीमाओं पर ध्यान दें जैसे बहुत गर्म ग्रीष्म ऋतु और बहुत ठंडा सर्द ऋतु पी का ए से अनुपात कम रखा जाता है सर्दियों में ठंडी हवाओं के झोंकों से बचाव और गर्मियों में गर्म हवाओं से बचाव के लिए कंपैक्ट प्लानिंग को अपनाया जाता है मैं उसी ग्राफ पर वापस आता हूं जो मैंने आपको पहले दिखाया था मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि यहां मैक्रो जलवायु में अच्छा फैलाव है जो लोकलाइज्ड मैक्रो जलवायु है मिश्रित जलवायु के अंदर ही आप इसको ध्यान में रखें क्योंकि सिर्फ 20 क्षेत्रों में ही गर्मियों और सर्दियों का फैलाव बहुत ज्यादा है तो अगर हम एक शहर में इमारत को डिजाइन करें दूसरे शहर को देखते हुए भले ही वहां पर बिल्डिंग एनवेलप विशेषताओं को निर्धारित करने वाले मानक हैं हम उनको देखेंगे लेकिन जो भी जलवायु संबंधी मानक हैं हमें जलवायु प्रभाव्यता के लिए डिजाइन करते समय स्थानीय मैक्रो जलवायु पर भी विचार करना होगा तभी डिजाइन अधिक सफल होगा और क्षेत्र के अनुकूल होगा अगला है मध्यम जलवायु क्षेत्र यहां बहुत ही आरामदायक जलवायु होती है उदाहरण के लिए बैंगलोर यह थोड़ा हल्का गर्म और शुष्क व हल्का गर्म और आद्र जलवायु क्षेत्र में है और फिर मध्यम जलवायु क्षेत्र तक फैल जाता है यह डाटा का फैलाव है काफी सारे डाटा बिंदु कंफर्ट जोन के अंदर है हीटिंग और कूलिंग डेज कम होंगे और सर्दियों के मौसम में सौर विकिरण का उपयोग होगा बहुत सारी छायांकित बाहरी गतिविधियां हो सकती है और भवन निर्माण का कार्य कम भार के साथ हो सकता है थर्मल कैपेसिटी ज्यादा थर्मल कैपेसिटी की उम्मीद इस जलवायु में नहीं की जाती है यह कुछ अंतरराष्ट्रीय उदाहरण है इस अधिवेशन के समापन के लिए हमने जलवायु चरों से शुरुआत की फिर हमने ध्यान देने योग्य अलग अलग मापदंड देखें जलवायु वर्गीकरण क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय के अलावा हमने पांच मुख्य वर्गीकरण देखे हमने यह भी देखा कि जलवायु विश्लेषण कैसे करते हैं हमने देखा कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं और उससे डिजाइन रणनीतियां कैसे प्राप्त करते हैं लोग मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं और कुछ ऐतिहासिक उदाहरण मैंने आपको दिखाएं आने वाले सत्रों में मैं इस बारे में अधिक बात करूंगा कि हम अपने विशिष्ट डिजाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं किन रणनीतियों का उपयोग करते हैं और वह हमारे डिजाइन में कितनी सफल होगी Thank you धन्यवाद